तीन चरण सिंक्रोनस मशीनों में एक स्टेटर भी होगा जो वास्तव में तीन चरण की आर्मेचर जिसमें घुमावदार वितरण होगाको रखेगा और हमने कहा कि रोटर में फील्ड सिस्टम होगा जो DC करंट से उत्साहित होगा इसलिए यदि मेरे पास डीसी करंट है तो मैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को तय करने जा रहा हूं और इसे प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जा रहा है तो जब इसे प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग जो स्पेस वितरित तरीके से रखे जाते हैं वे इस चुंबकीय क्षेत्र का सामना करने जा रहे हैं तो मेरे पास होने जा रहा हैं A Al B Bl C Cl यह वह तरीका है जिसमें वाइंडिंग स्थित हैं मैं उन्हें केंद्रित घुमावदार के रूप में दिखा रहा हूं तो मैं B Bl और C Cl करने जा रहा हूं और फिर मेरे पास चुंबक होने वाला है शायद मैं चुंबक को कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं इसलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को शायद इस दिशा में घुमाया जा रहा है तो यह डीसी करंट से उत्साहित है यह उत्साहित है और इसे एक विशेष दिशा में घुमाया जाता है ज्यादातर एंटिक्लॉकवाइज हम रोटेशन की पारंपरिक दिशा को लेते हैं यह शाफ्ट है इसलिए एक बार यह घुमाए जाने के बाद A चरण B चरण और C चरण के लिए EMF प्रेरित होने जा रहा है जो एक दूसरे से 120 डिग्री तक स्थानांतरित हो जाते हैं दो ध्रुव होने के बजाय मेरे पास कई प्रकार के पोल हो सकते हैं जिसमें स्टेटर वाइंडिंग में कई A चरण घुमावदार कई B चरण घुमावदार कई C चरण घुमावदार होगे जैसे कि हमने इंडक्शन मशीन के मामले में बात की थी यदि यह 4 पोल है तो हमने कहाA Al A1 A1l B Bl B1 B1l और इसी तरह इसी तरह की बात सिंक्रोनस मशीन के मामले में भी होगी यही कारण है कि मैंने कहा जब हमने इंडक्शन मोटर स्टेटर संरचना के संबंध में चर्चा की स्टेटर संरचना बिल्कुल समान होती है जब मैं इंडक्शन मशीन स्टेटर संरचना की तुलना तुल्यकालिक मशीन स्टेटर संरचना से करता हूं इसलिए मैं कहूंगा कि प्रेरित धारा की आवृत्ति ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करेगी तो f p 2 मुझे जो भी गति है देगा यदि मेरे पास स्टेटर में इंजेक्शन होने वाले करंट की एक विशेष आवृत्ति है तो मैं एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने जा रहा हूं जो आवृत्ति द्वारा नियंत्रित होता है घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति और अगर मेरे पास प्रति सेकंड n चक्कर घूमने वाला प्राइम मूवर है तो इसी के अनुसार मैं स्टेटर वाइंडिंग में एक प्रेरित आवृत्ति प्राप्त करने जा रहा हूं जो के अनुरूप होगा तो यह प्रति सेकंड क्रांति है मेरी f स्टेटर में प्रेरित करंट या प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति होने जा रही है और p ध्रुवों की संख्या के बराबर होने जा रहा है ध्रुवों की संख्या सच है मेरा मतलब है कि यह बराबर होने जा रहा है अगर मैं इसे स्टेटर साइड या रोटर साइड से देखता हूं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होने जा रहे हैं इस तरह की समस्या है हमने कहा कि रोटर दो प्रकार का हो सकता है यह विद्युत चुम्बकीय से बना हो सकता है जिस स्थिति में हम इसे वुन्ड क्षेत्र कहते हैं तो इस मामले में यह DC करंट से उत्साहित होने वाला है इसलिए हम इसे विद्युत चुम्बकीय या वुन्ड क्षेत्र कहते हैं और इस में हमने दो प्रकारों के बारे में बात की एक मामले में रोटर और स्टेटर के बीच जो भी हवा का अंतर है जो एक समान होने वाला है पूरी तरह से उस स्थिति में जिसे हम बेलनाकार रोटर के रूप में कहते हैं रोटर की तरफ से कोई फलाव नहीं है तो आप एक बेलनाकार रोटर के मामले में अनिवार्य रूप से हवा के अंतर को समान करने जा रहे हैं तो यह आम तौर पर उच्च गति अल्टरनेटर या उच्च गति मशीनों में प्रयोग किया जाता है तो लगभग 3000 आरपीएम जबकि सेल्यन्ट पोल प्रणाली केवल कम गति में इस्तेमाल होने वाली है शायद 500 आरपीएम के करीब इस तरह यह सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है ताकि केन्द्रापसारक बल विशेष रूप से रोटर संरचना को पूरी तरह से ख़राब करने में प्रमुख भूमिका न निभाएं फिर हमने एक और बात भी की जो वास्तव में एक स्थायी चुंबक मशीन या स्थायी चुंबक रोटर के बारे में है तो यह रोटर संरचना में स्थायी मैग्नेट होने जा रहा है हमें किसी भी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है तो यह अनिवार्य रूप से मशीन को स्थायी चुंबक की मदद से अपने स्वयं के उत्तेजना की अनुमति देने वाला है तो पूरे मशीन पर एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा जो रोटर मैग्नेट के कारण शारीरिक रूप से निर्मित होता है और विद्युतीकृत रूप से स्टेटर प्रेरित EMF के कारण अंततः बनाया गया जो कि प्रेरित धारा का बलिदान करेगा जो कि एक तीन चरण धारा भी है जिससे हम निश्चित रूप से एक परिक्रामी चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं इसलिए आखिरकार ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ खुद को जोड़ लेते हैं यही होता है चाहे वह जनरेटर हो या मोटर फ़ील्ड अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ खुद को संरेखित करते हैं अब हमने यह भी कहा कि सामान्य रूप से एक तुल्यकालिक मशीन में पावर फैक्टर नियंत्रण की संभावना है क्योंकि मैं उत्तेजना देने जा रहा हूं खासकर अगर यह एक मोटर है मैं उत्तेजना देने जा रहा हूं दोनों स्टेटर से और साथ ही रोटर सेजबकि एक प्रेरण मोटर में मैं केवल स्टेटर से उत्तेजना देने जा रहा हूं तो स्टेटर एक प्रवाह को स्थापित करने के लिए मौलिक रूप से एक मैग्नेटाइजिंग करंट को खींचता है चाहे भार है या नहीं वह सारहीन है यह अनिवार्य रूप से एक प्रवाह स्थापित करने वाला है यही बात सिंक्रोनस मशीन के मामले में भी होती है इसलिए यदि मैं केवल रोटर की तरफ से फ्लक्स स्थापित कर रहा हूं जो इस मोड़ पर पर्याप्त है तो इसे स्टेटर साइड से मैग्नेटाइजिंग करंट को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है तो जो कुछ भी करंट स्टेटर की तरफ से खींचा गया हैकेवल वह वास्तविक शक्ति का उत्पादन करने की ओर जाएगा जो कि मोटर को घुमा रहा है जो टॉर्क के रूप में प्रकट होता है तो अगर फ्लक्स रोटर की तरफ से पर्याप्त है तब मेरे पास कोई प्रतिक्रियाशील शक्ति नहीं है तो यह रोटर की तरफ से है तो जिस स्थिति में स्टेटर की तरफ से स्टेटर की तरफ कोई प्रतिक्रियाशील धारा नहीं होगी जिसके कारण मेरे पास यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो यह व्यवहार करेगा जैसे मैंने एक प्रतिरोध को जोड़ा है यदि मैंने उदाहरण के लिए तीन प्रतिरोध बनाए हैं तो यह तीन चरण की आपूर्ति है यह एक एकता पावर फैक्टर करंट को आकर्षित करेगा इसलिए यह अनिवार्य रूप से कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना टॉर्क विकसित करना है अगर फ्लक्स पर्याप्त नहीं है तब मैं अनिवार्य रूप से कुछ प्रतिक्रियाशील धारा को स्टेटर की ओर से खींचता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कमी वास्तव में ध्यान रखी गई है तो इस स्थिति में स्टेटर एक इंडक्टर की तरह व्यवहार करने वाला है इसलिए एक लैगिंग पावर फैक्टर लोड की तरह व्यवहार करता है दूसरी ओर अगर मैं अधिक फ्लक्स देने जा रहा हूं तो फ्लक्स इस जंक्शन पर आवश्यक से अधिक है तो उस मामले में यह आकर्षित करने जा रहा है निश्चित रूप से यह ग्रिड में प्रतिक्रियाशील शक्ति की अधिक मात्रा की आपूर्ति करने जा रहा है तो जिसका मतलब है कि मैं तीन चरण की आपूर्ति में अतिरिक्त प्रतिक्रियाशील शक्ति वापस लाने जा रहा हूं तो जिस स्थिति में मैं अनिवार्य रूप से कह रहा हूं कि यह मशीन एक कैपेसिटर की तरह व्यवहार करती है तो विशेष रूप से एक सिंक्रोनस मोटर जो शायद एक कारखाने में नियोजित है जिसमें N प्रेरण मोटरें हैं जो सभी लैगिंग करंट को खींच रही हैं मैं एक सिंक्रोनस मशीन जो उन सभी के क्षतिपूर्ति करने में सक्षम होको बनाऊंगा जो वास्तव में एक बड़ी मात्रा में उत्तेजना शक्ति प्रदान करेगा l ताकि यह एक कैपेसिटर की तरह व्यवहार करे तो आप सोच सकते हैं कि यह मेरा वोल्टेज है मैं इसे केवल चरण आरेख के रूप में दिखा रहा हूं यदि यह लोड हो रहा है तो शायद प्रेरण मोटर करंट यहाँ कहीं जा रहा है तो यह इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर बनने वाला है तो यह इंडक्शन मोटर का करंट है जबकि सिंक्रोनस मोटर करंट मैं इस तरह से समायोजित कर पाऊंगा कि अगर शायद ही कोई यांत्रिक भार है तो मेरे पास केवल एक प्रतिक्रियाशील प्रवाह हो सकता है शायद ही कोई वास्तविक भार हो इस मामले में वितरित वास्तविक शक्ति भी वास्तव में न्यूनतम होगी इसलिए मैं करंट को पूरी तरह से प्रतिक्रियाशील दिखा रहा हूं यह 90 डिग्री है तो यह एक शुद्ध कैपेसिटर की तरह होता है जो किसी करंट को खींचता है या अगर उसमें कुछ भार होता है तो हो सकता है कि मेरे पास करंट कुछ ऐसा हो जो निर्भर करता है तो यह सिंक्रोनस मशीन का I हो सकता है मुझे कहने दो कि यह सिंक्रोनस मशीन दो का I है इसलिए ISM1 अतिरिक्त उत्तेजना के साथ लोड सिंक्रोनस मोटर दिखाता है जबकि मैं यहां दिखाने जा रहा हूं ISM2 फ्लोटिंग या अनलोडेड सिंक्रोनस मोटर है इसलिए यह यहां लोड नहीं है यही कारण है कि आप मशीन द्वारा खींची जा रही कोई वास्तविक शक्ति या वास्तविक करंट नहीं देख रहे हैं कृपया समझें कि यह 90 डिग्री पर है तो अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं प्रति चरण मूल रूप से इस मामले में वास्तविक शक्ति है और वास्तविक शक्ति 0 है तो तुल्यकालिक मशीन पर सचमुच लोड नहीं है यह किसी भी भार को बिजली की आपूर्ति नहीं दे रहा है इसका यह मतलब है बस मशीन के संचालन के सिद्धांत पर वापस आएं विशेष रूप से कुछ मोटर के रूप में मैंने आपको बताया था कि मैं तीन चरण की वाइंडिंग के कारण एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाने जा रहा हूं वे स्टेटर में स्पेस वितरित किए गए हैं जिन्हें समय पर वितरित करंट तीन चरण करंट के साथ इंजेक्ट किया जा रहा है इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाला स्टेटर होने जा रहा है मेरे पास रोटर है जो वास्तव में होने वाला है शायद उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या तो एक स्थायी चुंबक के कारण या इलेक्ट्रो चुंबक के कारण बिजली जिसे मैंने इंजेक्ट किया है डीसी करंट जिसे मैंने इंजेक्ट किया है अब अगर यह वास्तव में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है मैं शायद इस तरह कुछ पल में दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर जा रहा हूं जिसके कारण रोटर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होगा तो यह घड़ी की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर सकता है यह स्टेटर के पोल के साथ लॉक करने के लिए घड़ी की दिशा में जाने की कोशिश करेगा लेकिन जब तक रोटर अपनी जड़ता के कारण थोड़ा आगे बढ़ता है तब तक कुछ समय लगने वाला है लेकिन घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में बहुत उच्च गति पर चल रहा है यदि यह उच्च गति पर चल रहा है तो कुछ ही समय में आप यह देखने जा रहे हैं कि अचानक उत्तरी ध्रुव यहाँ आता है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ आता है तो यह इतनी तेजी से आगे बढ़ने वाला है कि शायद यह समय t t0 था यह समय tt1 पर हो सकता है क्योंकि यह केवल आधी क्रांति के बाद है इसलिए स्टेटर फ़ील्ड के साथ संरेखित करके जब तक रोटर गति को बढ़ाने का सोचता है तब तक यह ऐसा करने में भी सक्षम नहीं होता है इससे पहले स्टेटर फ़ील्ड लगभग 180 डिग्री पार कर चुकी होती है तो अब यह क्षेत्र प्रतिकर्षण करेगा तो आप देखेंगे कि लगातार आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है और इससे ध्रुवों में केवल किसी प्रकार की घटती गति या कंपन के बलिदान होगे तो स्वाभाविक रूप से सिंक्रोनस मोटर सेल्फ़ स्टार्टिंग नहीं है तो यह इंडक्शन मोटर की तरह स्वाभाविक रूप से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी तो या तो हम वैरिएबल फ़्रीक्वेंसी सप्लाई देते हैं जहाँ हम वास्तव में शुरुआत में 025 हर्ट्ज़ फिर 05 हर्ट्ज़ वगैरह दे सकते हैं और धीरे धीरे इसे 50 हर्ट्ज तक बढ़ाएं तो क्या होगा प्रत्येक वृद्धिशील आवृत्ति पर आप रोटर को स्टेटर के घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र पकड़ने के लिए पर्याप्त समय दे देते हैं तो यह आगे और आगे पकड़ता है जिसके कारण इसे स्टेटर के घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के साथ खींच लिया जाएगा तो रोटर बिल्कुल तुल्यकालिक गति पर काम करता है या बिल्कुल भी काम नहीं करता है यह इस तरह से कार्य करने वाला है सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से चलेगा या किसी अन्य गति से बिल्कुल नहीं चलेगा यही कारण है कि इसे सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है क्योंकि यह केवल तुल्यकालिक गति से चलने वाला है यह इंडक्शन मशीन के बिल्कुल विपरीत है इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस गति से नहीं चल सकती है इसे हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम गति से चलना होता है तो यह तुल्यकालिक मोटर शुरू करने के तरीकों में से एक है एक अन्य विधि जो सामान्य रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि आपके कुछ सहपाठियों ने कल पूछा था कि आप रोटर में किसी प्रकार की वाइंडिंग क्यों नहीं कर सकते हैं जिसे शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है इस स्थिति में यह बिल्कुल इंडक्शन मशीन की तरह व्यवहार करेगा तो यह वास्तव में एक सिंक्रोनस मशीन में किया जाता है घुमावदार जो वास्तव में स्टेटर में रहता है शायद आपके पास यहां कुछ बार रखी गई होगी वे बार स्क्वीररेल केज के रोटर बार के समान होती हैं और उन बार को फिर से शॉर्ट सर्किट किया जा रहा है हो सकता है कि एंडियरिंग की मदद से या बस यह तांबा कंडक्टर डाल दिया जो पूरी सलाखों को शॉर्ट सर्किट करने जा रहा है सभी बार जो उपयोग किए जा रहे हैं उन सलाखों को आमतौर पर स्पंज बार के रूप में जाना जाता है तो स्पंज बार मूल रूप से एक प्रेरण मोटर में केज रोटर बार के समान होते हैं तो ये प्रेरित कर देने वाले हैंप्रेरित EMF प्रेरित धारा जब मैं वास्तव में मशीन शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ जब मैं एक मशीन शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं तो मूल रूप से मेरे पास शायद ही कोई गति हो जिसके कारण रोटर कंडक्टर और घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति के बीच एक सापेक्ष वेग होगा तो यह सापेक्ष वेग EMF के प्रेरण की लागत के लिए जा रहा है करंट का प्रेरण जो मशीन को बनाने जा रहा है वास्तव में रोटर स्पंज बार के बीच परस्पर क्रिया के कारण और स्टेटर वाइंडिंग के वास्तविक करंट या दो वाइंडिंग के प्रवाह के कारण एक टॉर्क विकसित करता है दोनों वास्तव में एक दूसरे के साथ बातचीत करने जा रहे हैं ताकि आवश्यक टॉर्क प्राप्त हो यह टॉर्क मशीन को सिंक्रोनस गति के लगभग करीब गति देगा जिस क्षण यह तुल्यकालिक गति के बहुत करीब आता है उस समय मैं DC आपूर्ति चालू कर सकता हूं तब तक मुझे DC आपूर्ति चालू करने की आवश्यकता नहीं है तो उस बिंदु पर अगर मैं डीसी आपूर्ति को चालू करता हूं तो तुरंत रोटर पोल जाएगा और स्टेटर पोल या रिवॉल्विंग चुंबकीय क्षेत्र पोल के साथ लॉक अप होगा इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ लॉक होने जा रहे हैं और इस वजह से अब जो भी स्पंज बार बैठे हैं उनमें और अधिक धाराएं होने वाली नहीं हैं क्योंकि अब रोटर सिंक्रोनस गति से घूम रहा है यदि रोटर सिंक्रोनस गति से घूम रहा है तो आप किसी भी प्रेरित ईएमएफ वाले स्पंज को देखने नहीं जा रहे हैं वे किसी भी वेग को देखने नहीं जा रहे हैं इसलिए अगर कोई वेग नहीं है तो स्पंज बार केवल डमी की तरह बैठे हैं हर बार किसी न किसी गड़बड़ी किसी न किसी कारण से नीचे आने या ऊपर जाने की गति बढ़ रही है हो सकता है कि आवृत्ति में उतार चढ़ाव हो हो सकता है कि किसी प्रकार का लोड उतार चढ़ाव हो अगर उस गति से उतार चढ़ाव होता है तो इस क्रिया में स्पंज कूदता है जब गति समकालिक गति होती है तो डैमपर की कोई क्रिया नहीं होगी जब गति तुल्यकालिक गति से भिन्न होती है तो डैमपर बार निश्चित रूप से प्रेरित धाराएँ प्राप्त करते हैंयह इस पर निर्भर करता है कि रोटर गति और परिक्रमण चुंबकीय क्षेत्र की गति के बीच अंतर कितना होता है यदि कोई अंतर है तो तुरंत स्पंज बार में एक प्रेरित धारा होगी और वह स्पंज बार करंट एक टॉर्क का उत्पादन करने वाला है जो एक इंडक्शन मोटर टॉर्क के समान है ताकि मशीन को वापस तुल्यकालिक गति पर धकेलने का प्रयास किया जा सके तो स्पंज बार को वह नाम मिलता है क्योंकि वे गति में किसी भी दोलन को कम कर देते हैं यह सुनिश्चित करने वाला है कि यह रोटर की सहायता करने वाला है जो हमेशा तुल्यकालिक गति की ओर ले जाता है इसलिए यदि गति में कोई भी दोलन है तो यह हमेशा दोलन को कम कर समकालिक गति की ओर धकेलने का प्रयास करेगा ताकि यह रोटर ध्रुवों और स्टेटर परिक्रामी चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के बीच लॉकिंग क्रिया पर वापस जाए तो इस तरह का तंत्र जहां मैं इसे शुरू में चलाने जा रहा हूं या स्पंज बार की मदद से इंडक्शन मशीन के रूप में शुरू कर रहा हूं और मैं इसे बाद में एक सिंक्रोनस मोटर के रूप में चलाने जा रहा हूं इसलिए इन्हें आम तौर पर इंडक्शन स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर्स के रूप में जाना जाता है इसलिए ये आम तौर पर केवल कम रेटिंग में उपयोग किए जाते हैं आप इन्हें बहुत उच्च रेटिंग पर उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह कहा जाता है कि इंडक्शन मशीन एक करंट ले जाने वाली है जो लगभग 6 से 8 गुना रेटेड है जब मैं उन्हें शुरू कर रहा हूं यह और भी अधिक होगा क्योंकि मेरे पास इंडक्शन बार की संख्या कम है मैं इतने सारे पिंजरे रोटर सलाखों के लिए नहीं जा रहा हूँ तो मुझे वास्तव में पूरी बात को इस दृष्टिकोण से देखना पड़ सकता है कि मुझे कितने टॉर्क की आवश्यकता होगी इस मशीन को शुरू करने के लिए मुझे कितनी करंट की आवश्यकता होगी जो कि बहुत बड़ी क्षमता वाली सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करते समय बहुत अधिक हो सकती है तो इंडक्शन स्टार्ट सिंक्रोनस रन मोटर्स आमतौर पर केवल कम क्षमता में उपयोग की जाती हैं कुछ घड़ियां माइक्रोवेव टर्नटेबल्स जहां आप एक विशेष गति निरंतर गति पर घूमना चाहते थे उन चीजों को सिंक्रोनस मोटर्स के साथ चलाया जाता है वे सभी छोटे कैपेसिटिव मोटर्स हैं उदाहरण के लिए टेप रिकॉर्डर जिसे मैं चाहता हूं कि किसी विशेष गति से ही चला जाए यदि आप इसे बहुत तेज या बहुत धीमी गति से चलाने की कोशिश करते हैं तो अब संगीत नहीं होगा तो यदि आप स्थिर गति चाहते हैंउन मामलों में सिंक्रोनस मोटर्स वास्तव में बहुत आसान है तुल्यकालिक मोटर की बुनियादी कार्रवाई के लिए अब हमें थोड़ा सा अंदर जाने दें घुमावदार संरचना के क्योंकि हमने कभी भी प्रेरण मशीन के मामले में घुमावदार संरचना के बारे में बात नहीं की थी मैं आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहा हूं मैं वास्तव में विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि DC मशीन के मामले में हमने क्या किया है जैसे कि घुमावदार आरेख कैसे बनाया जाता है मैं आपको एक विचार देने की कोशिश कर रहा हूं कि कब मैंने वाइंडिंग को वितीरत किया है और कब मैंने वाइंडिंग को केंद्रित किया है जब मैं वास्तव में प्रेरित होने वाली वोल्टेज प्राप्त करता हूं तो कुछ कारकों को पेश करने जा रहा हूं जब मैं प्रेरित किए जा रहे वोल्टेज को प्राप्त करने का प्रयास करता हूं यह कुछ कारकों को पेश करने जा रहा है हम कहते हैं कि मेरे पास एक केंद्रित वाइंडिंग है यदि मेरे पास एक केंद्रित वाइंडिंग है तो मैं शायद सभी A चरण वाइंडिंग को यहां पर प्रसारित करने जा रहा हूं सभी A चरण यहां वाइंडिंग या कंडक्टर लौटाता है इसलिए यदि मैं वास्तव में A फेज़ वाइंडिंग को देखता हूं तो एक ही चरण में पूरे फेज को एक ही पल में उत्तरी ध्रुव का सामना करना पड़ेगा इसी तरह दक्षिण ध्रुव एक ही पल में अपने चरम पर है यह समय की देरी के मामले में बिल्कुल अलग नहीं है इसमें कोई देरी नहीं होगी इसलिए अगर मैं वास्तव में देखता हूं आम तौर पर हम ट्रांसफार्मर में लिखे गए समान समीकरण को फिर से लिखते हैं हम कहेंगे मैं हर चरण की बात कर रहा हूं तो फ्लक्स प्रति पोल के फ्लक्स के अनुरूप होगा और घुमावों की संख्या हर चरण के लिए अनुरूप होगी तो यह वोल्टेज से प्रेरित होने वाला है अगर मुझे लगता है कि ये सभी N मोड़ एक ही समय में अधिकतम प्रवाह या न्यूनतम प्रवाह का सामना कर रहे हैं लेकिन मुझे पता है कि जब मैं एक वितरित वाइंडिंग करने जा रहा होता हूं तो मैं शायद यह सभी जगह वितरित कर रहा होता हूं तो शायद इसका सामना करना पड़ेगा खासकर अगर मैं इस तरह से एंटिक्लॉकवाइज दिशा में घूमने वाले क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं मैं पहले इस प्रवाह का सामना करने जा रहा हूं फिर यह इसका सामना करने जा रहा है फिर यह आगे का सामना करने वाला है तो इनमें से प्रत्येक घुमाव में प्रेरित EMF मात्रा के संदर्भ में निश्चित रूप से अलग होगा मैं उन सभी में प्रेरित EMF का समान मूल्य प्राप्त नहीं करने जा रहा हूं इसलिए जब मैं उन्हें जोड़ता हूं मैं यह नहीं कह सकता कि यह N गुना है जो प्रति बार प्रेरित ईएमएफ है जो सही नहीं है इसलिए जब मैं वितरित करता हूं तो यह कैसे संशोधित होता है आइए हम उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं और फिर उस कारक का परिचय देते हैं जिसका नाम Kd है जो वास्तव में एक वितरण कारक है और Kd सामान्यतः 1 से कम है जाहिर है अगर मैं स्केलर योग बनाता हूं तो मैं N गुना प्रेरित ईएमएफ प्रति मोड़ प्राप्त करने वाला हूं हो सकता है अगर मैं वेक्टर योग करता हूं क्योंकि वे सभी विलंबित हैं तो मैं उन्हें फेज़र के रूप में रखने जा रहा हूं जो एक निश्चित कोण से एक दूसरे से विलंबित हैं तो मुझे 4 स्लॉट्स लेने दें तो हम कहते हैं कि मैं यहां एक स्लॉट लेने जा रहा हूं यहां एक और स्लॉट यहां एक और स्लॉट और यहां एक और स्लॉट अगर मैं वास्तव में यह देखने की कोशिश करता हूं कि इसमें प्रेरित ईएमएफ कितना है जो कि वास्तव में अगले स्लॉट के EMF में निश्चित कोण से लीडिंग होगा क्योंकि पहले वास्तव में फ्लक्स का सामना एक विशेष स्लॉट से होता है यह विशेष स्लॉट उत्तरी ध्रुव के अनुरूप होता है कुछ समय बाद यह अगले स्लॉट पर आ रहा है कुछ और समय के बाद अगले स्लॉट पर और इसी तरह आगे आता है इसलिए उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से थोड़ा विलंबित EMF का शिखर प्राप्त करने जा रहा है इसलिए अगर मैं वास्तव में उनमें से प्रत्येक को प्लॉट करता हूं तो मैं वास्तव में उनमें से एक हो सकता हूं इसलिए अगर मैं कहूं कि उनमें से एक का मूल्य इस तरह है दूसरे का मान हो सकता है जो इस तरह से पहले से विलंबित है तीसरे एक का मूल्य होगा जो इस तरह से दूसरे से फिर विलंबित हो रही है लगातार स्लॉट्स में प्रत्येक प्रेरित ईएमएफ एक दूसरे से निश्चित कोण से विलंबित होगा वह कोण रेखा या त्रिज्या द्वारा बनाए गए कोण के अनुरूप होगा जो इसे आर्मेचर के केंद्र में जोड़ रहा है इसलिए दो स्लॉट्स के बीच अगर मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि कोण क्या है अगर मैं इसे कुछ α के रूप में कह सकता हूं तो इनमें से प्रत्येक कोण α द्वारा एक दूसरे से विलंबित होने वाले हैं यह विलंबित होने जा रहा है मेरा सामना होगा जब मैं इनमें से प्रत्येक मोड़ के B वोल्टेज रूपों को देख रहा हूं तो तो देरी α है जो मैं वास्तव में इस तरह से दिखा सकता हूं शायद एक EMF इस तरह है अगली EMF इस तरह है तीसरा EMF इस तरह है सभी EMF का शिखर मूल्य या परिमाण समान होगा लेकिन वे इस तथ्य के कारण समय से देरी कर रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव का सामना थोड़े समय की देरी के बाद उन प्रत्येक वाइंडिंग से होता है क्योंकि इसे स्लॉट्स के अगले सेट का सामना करने से पहले कोण α की यात्रा करनी होती है तो मैं इसे E1 रूप में बताने जा रहा हूँ शायद यह E2 यह E3 हैं मैं उन्हें सदिश रूप से दिखा रहा हूं इसलिए मेरे पास तीन EMS हैं जो तीन आसन्न वाइंडिंग्स के अनुरूप हैं जो आसन्न स्लॉट में हैं इसलिए मैं यह करने जा रहा हूं मैं इसके लिए सिर्फ तीन स्लॉट ले रहा हूं मैं और अधिक ले सकता था लेकिन हम पूरी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं जब मैं उन्हें सदिश रूप से जोड़ता हूं तो मैं इसे कुल EMF के रूप में प्राप्त करने जा रहा हूं सदिश रूप से मुझे किसी भी समय सभी तीन EMF के पास होना चाहिए यह कुल EMF होगा यह प्रति चरण कुल EMF है अगर मुझे लगता है कि ये एक विशेष चरण से संबंधित वाइंडिंग हैं इसलिए अब मैं जा रहा हूं वितरण कारक के लिए जो वोल्टेज के स्केलर योग द्वारा विभाजित वोल्टेज के वेक्टर योग का अनुपात होगा कृपया याद रखें कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का कोई स्थान वितरण नहीं है सभी वाइंडिंग केंद्रित थे जिसके कारण सभी प्रेरित ईएमएफ का चरम समय समान था कोई चरण शिफ्ट नहीं था जबकि एक सिंक्रोनस मशीन के मामले में एक चरण शिफ्ट है क्योंकि मैं उन्हें विशेष रूप से वितरित करने जा रहा हूं यही कारण है तो यह स्केलर योग ट्रांसफार्मर वोल्टेज के समान है जबकि वेक्टर योग इंडक्शन मशीन या सिंक्रोनस मशीन में मिलता है अब अगर मैं इस कोण को लंबरूप बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूं और यह लंब है तो यह 90 डिग्री है तो यह α 2 होने जा रहा है यह भी α 2 होने जा रहा है और अब मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वोल्टेज के आधे का मूल्य क्या है अगर मैं इसे OPQ कहूं तो मैं OP2 चाहता हूं OP2 जो कि मिडपॉइंट से P तक है या मिडपॉइंट से O तक है मैं यही देखने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए शायद मैं इसे R के रूप में लिखूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि PRस्टेटर के पूर्ण परिपत्र संरचना का त्रिज्या है स्टेटर के आंतरिक रिम को जो भी कोण है उससे गुणा किया जाता है इसलिए मैं करने जा रहा हूं गुणा जो भी त्रिज्या है यह त्रिज्या है जो कर्ण है तो मुझे कहना चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज है इसलिए अगर मेरे पास इस तरह के वॉल्टेज की संख्या n है मुझे कहना है कि स्केलर योग मूल रूप से ऐसे वैक्टरों की कुल संख्या से n गुना होने वाली है जबकि अगर मैं सदिश योग को देखने की कोशिश करता हूं मुझे फिर से यहां लंबवत खीचने दें और मैं वास्तव में इसे 90 डिग्री के बिंदु के रूप में देख रहा हूं मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल त्रिज्या के बराबर नहीं है लेकिन यह मानते हुए कि यह एक बड़ा चक्र है त्रिज्या और इस लंबाई के बीच वास्तव में इतना अंतर नहीं है इतना अंतर होने वाला नहीं है इसलिए मुझे इसे nα 2 के रूप में लिखने में सक्षम होना चाहिए और इसमें भी nα 2 है यहां मैंने उनमें से केवल तीन पर विचार किया है लेकिन बड़ी मशीन में ऐसी चीजों की संख्या n होगी इसलिए मुझे इसे लिखने में सक्षम होना चाहिए इसलिए मैं nα 2 को गुणा करने जा रहा हूं जो भी PQ या OQ है उनमें से सभी मूल रूप से मशीन के त्रिज्या हैं इसलिए मुझे लिखने में सक्षम होना चाहिए तो यह 2 गुना होने जा रहा है यह कुल लंबाई होगी अगर मैं कहता हूं कि यह OPQR है और फिर यह S है तो मुझे कहना चाहिए कि OS होगा तो यह वास्तव में सदिश योग है जबकि अदिश योग होने वाला है तो मैं लिख सकता हूं जहां α केंद्र में बना कोण होता है या आसन्न स्लॉट्स के बीच कोणीय बदलाव होता है मैं गणना कर सकता हूं कि क्या है अगर 360 स्लॉट हैं तो स्पष्ट रूप से मैं 2 आसन्न स्लॉट के बीच केवल 1 डिग्री होने जा रहा हूं तो मुझे गणना करने में सक्षम होना चाहिए कि α क्या है जो इस बात पर निर्भर करता है कि पूर्ण 360 डिग्री पर कितने स्लॉट हैं यह 2 आसन्न स्लॉट्स द्वारा केंद्र में समायोजित किया गया कोण है और चरण प्रति चरण प्रति पोल कितने स्लॉट्स आवंटित किए जाते हैं वो N है इसलिए मुझे इस प्रवाह को कहना चाहिए जो हमने वास्तव में मूल रूप से लिखा था मुझे कहना चाहिए कि यह प्रति ध्रुव के प्रवाह से मेल खाती है क्योंकि मेरे पास ध्रुवों की संख्या N हो सकती है जिसे इतने सारे ध्रुवों से गुणा किया जाता है क्योंकि प्रत्येक पोल के लिए A A A A1 A2 इत्यादि बैठे होंगे यदि मेरे पास अधिक से अधिक संख्या में ध्रुव हैं तो दक्षिण ध्रुव के लिए मेरे पास Al A1l A2l इत्यादि होंगे तो हम वोल्टेज को देख रहे हैं अंततः प्रेरित करते हैं जो प्रति पोल प्रवाह से मेल खाती है लेकिन अंततः जब हम इससे गुणा कर रहे हैं तो यह प्रति चरण घुमावों की संख्या होगी इसलिए उन सभी को अंततः एक साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा जाता है क्योंकि मैं मानता हूं कि अंततः वे सभी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और मैं इसे Kd से गुणा करने जा रहा हूं जहां Kd वितरण कारक है क्योंकि हम मानते हैं कि ये सभी एक ही स्लॉट में स्थित हैं यही कारण है कि हमने उन्हें जोड़ा बस N द्वारा उन्हें गुणा किया लेकिन वे एक ही स्लॉट पर स्थित नहीं हैं वे आसन्न स्लॉट्स में स्थित हैं और मैं निश्चित रूप से उन दोनों के बीच चरण बदलाव के लिए जा रहा हूं इसलिए मैं एक अदिश योग नहीं बना सकता बल्कि मुझे एक सदिश योग बनानी होगी तो हम क्रीप करने जा रहे हैं यह Kd हर बार क्रीप करेगा मैंने इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन में वाइंडिंग को वितरित किया है अगर मैं प्रेरित ईएमएफ को देखता हूं तो उनके पास यह कारक Kd होगा एक और कारक है जिसे हम सामान्य रूप से मानते हैं जिसे Kp पिच कारक के रूप में जाना जाता है आम तौर पर हम मानते हैं कि आगे और लौटे के बीच पूरा कोण लगभग 180 डिग्री है खासकर अगर यह दो ध्रुवों के लिए घाव है तो यह 180 डिग्री होने जा रहा है यदि यह चार ध्रुवों के लिए घाव है तो यह 90 डिग्री होगा लेकिन विद्युत रूप से यह अभी भी 180 डिग्री है जो हम मानते हैं तो एक स्टेटर में सामान्य रूप से यदि यह A है और यह Al है तो इन दोनों के बीच मेरे पास बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट होगा इसलिए जब यह वास्तव में उत्तरी ध्रुव के अधिकतम प्रवाह का सामना कर रहा है तो यह एक साथ दक्षिणी ध्रुव के अधिकतम प्रवाह को चरणबद्ध करेगा इसलिए जब मैं प्रेरित ईएमएफ को देखता हूं तो मैं सीधे उनमें से दो को एक साथ जोड़ सकता हूं मैं कह सकता हूं कि A और Al में 2E प्रेरित समग्र वोल्टेज है यही मैं मानने जा रहा हूं लेकिन ऐसा होने की जरूरत नहीं है ज्यादातर समय डिजाइन में वे वास्तव में 180 डिग्री से थोड़ा कम पिच बनाने की कोशिश करते हैं वे क्या करते हैं A यहाँ है Al शायद वास्तव में यहां कहीं है शायद 30 डिग्री या 15 डिग्री से आगे जो कुछ भी होना चाहिए वह Al की स्थिति है बशर्ते मेरे पास बिल्कुल 180 डिग्री चरण शिफ्ट हो इसलिए मेरे पास कुछ 150 डिग्री या 170 डिग्री या ऐसा कुछ हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं मशीन को कैसे डिजाइन कर रहा हूं यह विशेष रूप से तरंग में कुछ हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए किया जाता है हार्मोनिक्स को कैसे खत्म किया जाता है इसकी जानकारी में मैं नहीं जाऊंगा यदि आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे PC और परिशिष्ट से कर सकते हैं पूरी तरह से आर्मेचर वाइंडिंग पर दिया गया एक परिशिष्ट है अगर मैं उसमें घुस गया तो एक और डेढ़ घंटे लगेंगे इसलिए मैं हार्मोनिक उन्मूलन में नहीं जाना चाहता लेकिन आमतौर पर इस तरह की पिच को शॉर्ट पिचिंग के रूप में जाना जाता है पिच सामान्य है सामान्य पिच 180 डिग्री है लेकिन मैं पिच को कम करने जा रहा हूं जो 180 डिग्री से कम है इसलिए हम इसे छोटी पिचिंग कहते हैं इसलिए जब भी मैं छोटी पिचिंग करता हूं तो मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे पास EE होना चाहिए मुझे उनमें से एक को E के रूप में भी होना चाहिए था इसलिए जब मैं स्केलर योग करता हूं यह A के समान है यह Al से संबंधित है इसलिए जब मैं स्केलर जोड़ करता हूं तो यह केवल 2E होने जा रहा है यह मानते हुए कि दोनों को उत्तरी ध्रुव की अधिकतम शक्ति और दक्षिण ध्रुव की अधिकतम ताकत का सामना करना पड़ रहा है यह तभी होगा जब मेरे पास 180 डिग्री की पिच होगी यह दोनों उत्तरी ध्रुव की अधिकतम शक्ति और दक्षिण ध्रुव की अधिकतम शक्ति का एक ही पल में सामना करने वाले हैं इसके बजाय जब Aउत्तरी ध्रुव की अधिकतम ताकत का सामना कर रहा हैअगर यह दक्षिण ध्रुव की अधिकतम ताकत का सामना कुछ देर बाद कर रहा है क्योंकि यह इस दिशा में घूमने वाला है जिसके कारण मैं यह देखने जा रहा हूं कि दोनों एक ही समय में उत्तरी ध्रुवों और दक्षिणी ध्रुवों की अधिकतम ताकत का सामना नहीं कर रहे हैं तो दो अधिकतम वोल्टेज या पीक वोल्टेज फिर से समय बदलने जा रहे हैं इसलिए मैं कह सकता हूं उनमें से एक शायद ऐसा है दूसरा कुछ इस तरह से है तो शायद यह एक Al और यह A है उनमें से प्रत्येक का वोल्टेज मैं दिखा रहा हूं जैसे कि वे स्थानांतरित हो गए हैं अब इस बदलाव का कोण कितना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह छोटा पिच कोण कितना है अगर मैं कहूं कि Al को 180 डिग्री के बजाय 150 डिग्री पर रखा गया है मैं इस कोण को 30 डिग्री करने जा रहा हूं जो कि 180 शॉर्ट पिच कोण के बराबर है इसलिए प्रेरित वोल्टेज के बीच A और Al में यह मेरा फेज विस्थापन है इस कोण को कुछ γ कहते हैं अब वेक्टर योग इस प्रकार होगा तो मुझे PQR के रूप में लिखना चाहिए इस त्रिकोण का मैं PQR के रूप में उल्लेख कर रहा हूँ यह कोण 180 γ है तो मुझे यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि यह भी γ 2 होना चाहिए यह भी ज्यामिति द्वारा γ 2 होना चाहिए क्योंकि अगर यह 180 γ है तो तीनों को जोड़कर मुझे 180 डिग्री मिलना चाहिए तो इन दोनो को समान होना चाहिए यह एक समद्विबाहु त्रिकोण है तो मेरे पास यहाँ कोण के रूप में γ 2 होगा इसे मैं मध्यबिंदु के रूप में लिखता हूं तो शायद इस बिंदु को मैं O के रूप में उल्लेख कर सकता हूं इसलिए मुझे OP को जो कुछ भी E हैमें लिखने में सक्षम होना चाहिए अगर मैं इस लंबाई को E के रूप में कहता हूं तो यह होगा इसलिए यदि मुझे वेक्टर योग चाहिए तो वेक्टर योग होने जा रहा है क्योंकि मुझे अंततः इस लंबाई को लेना है और इस लंबाई को भी लेना है जबकि अगर मैं स्केलर योग को देखता हूं तो हमने पहले ही लिखा है कि वह 2E है तो पिच कारक या जहां γ वह कोण है जिसके द्वारा पिच को छोटा किया जाता है 180 डिग्री होने के बजाय मैंने इसे कितना छोटा कर दिया है वह मुझे देने जा रहा है कि पिच कारक कितना है इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा गया है वह है Kp और Kd जिसका गुणनफल Kw है जो घुमावदार कारक है पहला अनिवार्य रूप से वाइंडिंग के वितरण के कारण होता है दूसरा एक वाइंडिंग की छोटी पिचिंग के कारण है मैं इसे 180 डिग्री पर बिल्कुल नहीं कर सकता जिसके कारण फिर से है कि वोल्टेज में किसी प्रकार की कमी का परिचय देता है तो कुल मिलाकर मुझे वोल्टेज को लिखने में सक्षम होना चाहिए इसलिए जब मैं ट्रांसफार्मर के विपरीत को देखता हूं और मैं एक इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मशीन को देखता हूं तो वितरित विंडिंग के कारण वोल्टेज में थोड़ी कमी आएगी लेकिन हम लोहे के अधिकतम हिस्से का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहेंगे और यही कारण है कि हम मूल रूप से पूरे स्लॉट में वाइंडिंग डालने की कोशिश कर रहे हैं यदि हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो हम रोटर की पूरी सतह के साथ साथ स्टेटर का भी अनिवार्य रूप से उपयोग कर रहे हैं यही कारण है कि हमने आम तौर पर वितरित किया अब हमने कम से कम देखा कि एक ट्रांसफार्मर के लिए इसकी वाइंडिंग के संदर्भ में संरचना और एक प्रेरण मोटर या सिंक्रोनस मशीन के बीच क्या अंतर है आइए हम सबसे पहलेएक सिंक्रोनस मशीन की ओपन सर्किट विशेषताओं को देखने की कोशिश करते हैं यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमने डीसी मशीन के मामले में किया था एक DC जनरेटर के मामले में हमने एक विशेष गति से प्राइम मूवर की मदद से DC जनरेटर को चलाया था और फिर हमने फील्ड एक्साइटमेंट दिया क्षेत्र उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ गई थी और फिर जो भी वोल्टेज उत्पन्न होता है उसे खुले सर्किट पर आर्मेचर के साथ मापा जाता था तो हम ओपन सर्किट विशेषता प्राप्त करने के लिए वही काम करने जा रहे हैं तो हम चलाने जा रहे हैं इसलिए प्राइम मूवर की गति तुल्यकालिक गति होगी और हम मूल रूप से मशीन को चलाने के लिए एक और मोटर या एक अन्य आईसी इंजन या कोई अन्य प्राइम मूवर लेने जा रहे हैं और उस गति को स्थिर के रूप में रखा जाना चाहिए और उस गति को तुल्यकालिक गति के समान होना चाहिए क्योंकि अधिकांश तुल्यकालिक जनरेटर 50 हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं यदि वे 50 हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और यदि यह 4 पोल मशीन है तो आपको इसे 1500 rpm पर चलाना होगा यदि इसे 50 हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन किया गया है लेकिन अगर यह 2 पोल मशीन है तो आपको इसे 3000 आरपीएम पर चलाना होगा इसलिए हम गति को स्थिर रखने जा रहे हैं इसलिए हमारे पास वास्तव में यहाँ आर्मेचर है यह तीन चरण का आर्मेचर है और यहां मेरा क्षेत्र है इसलिए यह क्षेत्र है इसलिए मैं क्षेत्र में शायद एक करंट देने जा रहा हूं जो कि लगातार भिन्न हो रहा है इसलिए मैं यह मापने में सक्षम हो जाऊंगा कि फील्ड करंट के विभिन्न मूल्यों पर प्रेरित ईएमएफ क्या है इसलिए मैं इस क्षेत्र में जा रहा हूं यहां मैं सिर्फ क्षेत्र दिखा रहा हूं जैसे कि यह अलग है यह घुमावदार नहीं है इसके साथ ही होना चाहिए लेकिन मैं इसे तुल्यकालिक गति से घुमाने जा रहा हूं अब मैं उस करंट को इंजेक्ट करने जा रहा हूं जो वास्तव में फील्ड करंट है और मैं एक एमीटर रखूंगा ताकि मैं फील्ड करंट को माप सकूं और वास्तव में मैं जो आपूर्ति करने जा रहा हूं वो वोल्टेज एक चर वोल्टेज होगा इसलिए मैं इसे विद्युत विभाजक के रूप में रखने जा रहा हूं जो वास्तव में एक डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है और मैं इस एमीटर को यहां से जोड़ने जा रहा हूं और यह जॉकी बिंदु की मदद से जुड़ा होने जा रहा है इसलिए मेरे पास अनिवार्य रूप से एक वैरिएबल वोल्टेज होगा जो मेरे फील्ड सिस्टम पर लागू किया जा रहा है जिसके कारण मैं एमीटर को करंट के विभिन्न मूल्यों को पढ़ने जा रहा हूं यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितना वोल्टेज लगा रहा हूं अब मैं मापूंगा कि वह कौन सा वोल्टेज है जो या तो लाइन से लाइन या तटस्थ और चरण के बीच आता है इसलिए वोल्टेज मापता है कि मैं यहां दिए गए गति से क्या प्लॉट करने जा रहा हूं मेरा VG या EG जिसे उत्पन्न वोल्टेज कहेंगेवो कैसे क्षेत्र करंट के संबंध में अलग अलग है तो मेरे पास समान विशेषताएं हो सकती हैं जैसे कि मुझे डीसी मशीन के मामले में मिला इसलिए मुझे कुछ शायद अवशिष्ट वोल्टेज की बहुत कम राशि मिल रही है लेकिन अंततः यह बढ़ेगा और यह समय के कुछ हिस्से पर संतृप्त होगा तो यह आपको एक संकेत दे रहा है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर में आंतरिक रूप से उत्पन्न वोल्टेज क्या है तो सामान्य रूप से सिंक्रोनस जनरेटर सिंक्रोनस मशीन के आगे की विशेषता को देखेंगे